तो आप सभी लोगों का इस पाठ्यक्रम के सप्ताह 9 में वापस से स्वागत हैं तो हम पिछले 2 हफ्तों से सेमांटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमने सेमांटिक्स के 2 अलग अलग तरीकों पर चर्चा की एक लेक्सिकल सेमांटिक्स का उपयोग कर रहे थे और अन्यथा डिस्ट्रीब्यूशन सेमांटिक्स का उपयोग कर रहे थे और हमने देखा कि कार्पस का उपयोग कैसे किया जाता है या एक लेक्सिकॉन से आप कुछ अर्थों में शब्दों के अर्थों को कैप्चर कर सकते हैं यह है कि क्या 2 शब्द एक दूसरे और कई अन्य पहलुओं में समान हैं इसलिए इस सप्ताह हम टॉपिक मॉडल का उपयोग करके सेमांटिक्स पर पकड़ पाने के एक और बहुत ही दिलचस्प तरीके पर चर्चा करेंगे और वे एन एल पी में बहुत लोकप्रिय उपकरण रहे हैं जब भी आपको इस बारे में बात करनी होती है कि किसी विशेष डॉक्यूमेंट्स में किसी विशेष कार्पस में क्या अवधारणाएं हैं और कई अन्य प्रश्न जो कि सेमांटिक्स के आसपास हैं तो आइए देखते हैं कि ये टॉपिक मॉडल क्या हैं सबसे पहले हम एक संक्षिप्त प्रेरणा शुरू करते हैं कि हमें वास्तव में टॉपिक मॉडल की आवश्यकता क्यों है इसलिए जब हम डेटा के बारे में बात करते हैं तो उस पर सामान्य रूप से टेक्स्ट डेटा या उसके अंतर्गत इसलिए जो भी रूप में है उसमें भारी मात्रा में डेटा उपलब्ध है आप सोच सकते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल्स साइंटिफिक आर्टिकल्स और ब्लॉग सोशल मीडिया और हर जगह बहुत सारे डेटा हैं तो आप इसे किसी तरह की जानकारी ओवरलोड के रूप में सोच सकते हैं और आपको डेटा के केवल कुछ पहलुओं को पकड़ने में रुचि हो सकती है इसलिए हम कुछ सेमांटिक्स को पकड़ना चाहते हैं तो एक आसान तरीका क्या है जिसमें आप इस डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं और फिर इससे आपको डेटा को अधिक प्रभावी ढंग से खोजने या ब्राउज़ करने में मदद मिल सकती है तो अभी हम उन मुख्य उपकरणों के बारे में क्या जानते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न सूचनाओं की खोज में करते हैं या तो हम अपने सर्च इंजन में कुछ क्वेरी टाइप करते हैं सही कुछ ह्यूमन इसलिए फ्री टेक्स्ट क्वेरी हम टाइप करते हैं और हमें कुछ रियल मिलते हैं और हम रियल को ब्राउज़ करने का प्रयास करते हैं और कभी कभी रियल प्रासंगिक नहीं होते हैं या भले ही वे प्रासंगिक हों हम उन पेजों पर जाते हैं जहां से लिंक करना और ब्राउज़ करना जारी रहता है इस प्रकार यह सामान्य व्यवहार है कि हम इस प्रकार की जानकारी को कैसे खोजने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई आसान इंटरफ़ेस नहीं है जहां आप कह सकते हैं कि हम इन विषयों को समझना चाहते हैं केवल हम इस विषय में बहुत गहराई तक जाना चाहते हैं हम संबंधित विषयों और सभी को जानना चाहते हैं यह इस खोज और लिंक प्रकार के व्यवहार के साथ उपलब्ध नहीं है तो टॉपिक मॉडलिंग आपको थीम मानदंड के आधार पर किसी प्रकार की खोज के द्वारा इस विशाल जानकारी से गुजरने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है तो आप इसे सोच सकते हैं जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स का एक सेट कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इस कॉर्पस के माध्यम से कौन से विषय चल रहे हैं तो आप इस वृत्तचित्र को राजनीति से संबंधित कुछ थीम्स के बारे में जानते हैं यह डॉक्यूमेंट्स नाटकीय और विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित कुछ थीम्स के बारे में है अब आप एक लोकप्रिय चीज़ पर जा रहे हैं और फिर आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं ताकि आप थीम के अंदर बहुत उप थीम्स के लिए जाना चाहते हैं या आप एक व्यापक विषय के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो क्या किसी तरह की मॉडलिंग से इसे प्रभावित किया जा सकता है इसलिए हम यह भी देखना चाहते हैं कि समय के साथ एक कॉर्पस में विषय कैसे बदल रहे हैं समय के साथ वे कैसे विकसित हो रहे हैं यह बहुत कुछ होता है उदाहरण के लिए साइंटिफिक आर्टिकल में एक विशेष शोध कुछ अवधारणाओं के साथ शुरू हो सकता है और उस समय के साथ शुरू होता है अब यह नई अवधारणाएं हैं तो विभिन्न खोजों द्वारा तो क्या हम यह जान सकते हैं कि समय के साथ पहले से ही थीम सेटअप क्या हैं और आप इस व्यवहार के बारे में भी बात कर सकते हैं जहां आपके पास पहले विषय का चयन होगा और फिर आप उस विषय के बारे में बात करने वाले डॉक्यूमेंट्स की जांच करने का प्रयास करेंगे इसलिए टॉपिक मॉडलिंग यह एक ऐसी विधि है जो आपको यह सुविधा प्रदान करती है जिसके द्वारा आप इन सभी संग्रहों को उन डॉक्यूमेंट्सों के द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं जो उन डॉक्यूमेंट्सों में घटित हो रहे हैं और फिर आप खोज और सारांश और अन्य कई अनु प्रयोगों को समझ सकते हैं इसके बिना और यह महत्वपूर्ण है उन सभी को करने के लिए जिन्हें आपको डेटा लेबल करने में कोई पूर्व मैनुअल प्रयास नहीं करना है इसलिए आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह डॉक्यूमेंट्स इस विषय की चिंता करता है या यह डॉक्यूमेंट्स इस बात को समझते हैं कि किस विषय पर आपको कोई लेबलिंग नहीं करनी है तो दिलचस्प पहलू यह है कि आप इसे एक असंवैधानिक तरीके से एक कॉर्पस देते हैं यह सीखता है कि विभिन्न विषयों की समग्र संरचना क्या है और ये डॉक्यूमेंट्स सोचते हैं कि कौन से विषय और ऐसे ही और भी तो यह बहुत है यह कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसने टॉपिक मॉडलिंग को बहुत लोकप्रिय बना दिया है आपको इस तरह के किसी भी पूर्व एनोटेशन की आवश्यकता नहीं है हालाँकि कुछ विविधताएँ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जहाँ आप कुछ भिन्न प्रकार के टॉपिक मॉडलिंग प्राप्त करने के लिए एक एनोटेशन दे सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर जेनेरिक तस्वीर में आपको किसी भी प्रकार का एनोटेशन देने की आवश्यकता नहीं है तो ये डेटा की बड़े विशाल राशि से स्वयं सीखता है तो आप यहाँ क्या करते हैं तो आपको पता चलता है कि संग्रह के लिए कौन से छिपे हुए विषय हैं और टॉपिक मॉडल स्वयं इन थीम्स के लिए दस्तावेज़ को एनोटेट करता है तो यह आपको बताएगा कि ये समग्र विषय हैं इस दस्तावेज़ में ये विषय और भी कई और एक बार जब आपके पास ये एनोटेशन होते हैं जो टॉपिक मॉडल के साथ दिए जाते हैं तो आप उसका उपयोग वेलिडेशन टास्क के लिए भी कर सकते हैं जैसे कि संग्रह को व्यवस्थित करना संग्रह को सारांशित करना खोज करना जब उपयोगकर्ता क्वेरी प्रत्येक एनोटेशन का उपयोग करके आता है इतने सारे अलग अलग अनु प्रयोग हम इस सप्ताह उनमें से कुछ को कवर करेंगे और हाँ हम टॉपिक मॉडल के आसपास साहित्य की एक बड़ी मात्रा में हो सकते हैं इसलिए आप इसके बारे में बे झिझक पढ़ सकते हैं तो आइए हम मॉडलिंग में जाने से पहले एक से एक अनु प्रयोगों के बारे में बात करते हैं इसलिए हम बात करते हैं कि हम लगातार एक कॉर्पस से विषयों की खोज के बारे में बात कर रहे हैं यह टॉपिक मॉडल के सबसे महत्वपूर्ण अनु प्रयोगों में से एक है तो ऐसा ही कुछ तो आपके पास एक बड़ा कॉर्पस है और क्या आप जान सकते हैं कि इस तरह के कई विषय और विषय की तरह हैं विषय से मेरा मतलब है कि शब्दों का एक सेट जो उस विषय में बहुत कुछ होता है तो आइए हम एक विषय देखते हैं ह्यूमन जीनोमिक डी एन ए जेनेटिक जीन्स सीक्वेंस जीन मॉलिक्यूलर सिक्वेंसिंग मैप इनफार्मेशन इसलिए टॉपिक मॉडल हम आपको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे यह एक प्रकार का विषय है यह आपको एक लेबल नहीं देगा तो हालाँकि आप देख सकते हैं कि यह अनुवांशिकी के जेनेटिक्स विषय की तरह लग रहा है यह आपको एक लेबल नहीं देगा यह आपको बताएगा कि यह इस टॉपिक है एक कॉरपस में और यहां एक थीम है और इस थीम में प्रत्येक शब्द की उच्च प्रोबेबिलिटी अधिक हैं तो इस विषय में ये अधिक महत्वपूर्ण शब्द हैं और फिर यह बताएगा कि एक सामान्य विषय है जो इस कॉर्पस से गुजर रहा है कुछ इस तरह का ऐवोलुशन एवोलूसनरी स्पीशीज आर्गेनाइजेशन लाइफ ओरिजिन बायोलॉजी और फिर आप शर्तों का एक सेट देखते हैं ये उस विषय में एक उच्च प्रोबेबिलिटी है कि कोई लेबल नहीं है जो टॉपिक मॉडल दे रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि यह एवोलूसनरी बायोलॉजी हो सकता है फिर इसी तरह एक अन्य थीम डिज़ीज़ होस्ट बैक्टीरिया डिज़ीज़ इतने पर और 4 थीम कंप्यूटर मॉडल जानकारी डेटा कंप्यूटर और इतने पर और भी तो टॉपिक मॉडल आपको इस संग्रह में बताएंगे कि आपके पास कुछ अन्य विषयों के अलावा ये 4 थीम हैं तो यह आपका पूर्वनिर्धारित नंबर है जिसे आपको मॉडलों को देना होगा तो आप कह सकते हैं कि मुझे इस कॉर्पस में 50 अलग थीम चाहिए या इस कॉर्पस में 20 अलग थीम हां हालांकि फिर से भिन्नताएं हैं जहां आपको इन संख्याओं को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है एक पूर्व हम संक्षेप में उन के बारे में भी बात करेंगे लेकिन अभी के लिए हम कहते हैं कि हम उस मनी थीम की आवश्यकता के बारे में बताएं तो इनकी खोज करने की कोशिश करें जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें हम इस कॉर्पस के माध्यम से देख रहे हैं और ये कुछ उदाहरण हैं जो हम यहां देख रहे हैं एल डी एस करके एल डी ए मॉडल को लागू करके जो एक वास्तविक कॉर्पस से आ रहे हैं अब एक बार जब आपके पास ये थीम हैं तो टॉपिक मॉडल आपको यह भी बताएगा कि इन डाक्यूमेंट्स के 50 में केवल ये 2 थीम्स हैं इस डाक्यूमेंट्स में इन 50 में से इन 5 थीम के क्या अनुपात है और ऐसे ही और पर तो इस तरह आप अब अपने पूरे संग्रह को विशाल बनाने के बारे में सोच सकते हैं और किसी प्रकार का सारांश या इसके माध्यम से खोज कर सकते हैं तो यह अंतर्ज्ञान दिलचस्प क्यों है इसलिए जब आप सामान्य रूप से किसी विशेष डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ वास्तव में कुछ विशेष थीम हैं जो इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को विकृत कर रहे हैं तो यह है कि आपने किसी तरह एक डॉक्यूमेंट्स बनाने के बारे में सोचा है जो केवल इन थीम की चिंता करता है इसलिए यहाँ विज्ञान पत्रिका 1996 सीकिंग लाइफ़ बेयर जेनेटिक नेसेसिटीज का एक आर्टिकल है और इसलिए यदि आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो यह जीन और जीवों की संख्या निर्धारित करने के लिए कुछ प्रकार के कम्प्यूटेशनल डेटा अनालिसिस का उपयोग करने के बारे में है जो जीवित रहने की आवश्यकता है तो कितने जीन और जीव को जीवित रहने की आवश्यकता है तो यह विषय इस आर्टिकल में कुछ ऐसे विषयों का मिश्रण होगा जो इस संदेश को व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन शब्दों को यहां विभिन्न रंगों में दर्शाया गया है इसलिए हम कुछ शब्दों को गुलाबी रंग में देख रहे हैं कुछ शब्दों को पीले के साथ कहीं नीले और इतने पर आइए हम शब्दों को गुलाबी रंग में पढ़ें तो वे जीव हैं ऑर्गनिज़म सरवाइव लाइफ ऑर्गनिज़मस येलो जींस जेनोमस जींस जेनेटिक सिक्वेंसड जेनोम और नीला कंप्यूटर प्रोडक्शंस नंबर्स कम्प्यूटेशनल कंप्यूटर एनालिसिस और ऐसे ही और भी तो आप स्पष्ट रूप से 3 विभिन्न विषयों को देख सकते हैं एक जेनेटिक के बारे में है दूसरा एवोलुशन के बारे में है तीसरा इस कम्प्यूटेशनल डेटा एनालिसिस के बारे में है तो यह आर्टिकल इन 3 थीम्स को एक साथ सम्मिश्रित कर रहा है यह कैप्चर किया जा सकता है कि बिना किसी असंगठित तरीके से किसी को मैन्युअल रूप से एनोटेट करना होगा यह इस डॉक्यूमेंट्स के थीम हैं हां तो अगर हम आप नीले देख रहे हैं तो डेटा अनालिसिस गुलाबी एवोलुशनरी बायोलॉजी है और पीला जेनेटिक्स है इसलिए यह आर्टिकल विभिन्न अनुपातों में इन 3 थीम्स को सम्मिश्रित कर रहा है और यही वह प्रेरणा है जो कि हाइपोथिसिस क्या है हम आपकी कार्पस के बारे में बता रहे हैं कॉर्पस में विभिन्न डॉक्यूमेंट्स होंगे कुछ बड़ी संख्या में थीम्स होंगे जो इस कॉर्पस से गुजर रहे हैं लेकिन जब आप किसी विशेष डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो इसमें इन थीम्स का केवल एक सबसेट होगा कुछ अनुपात में हो सकता है हम स्वचालित रूप से कुछ मॉडलिंग का उपयोग करके उन पर अधिकार कर लेते हैं तो एक बार जब आप जानते हैं कि यह आर्टिकल इस विषय को एक साथ मिश्रित करता है तो आप इसे सैन्टिफिक आर्टिकल्स के संग्रह में शामिल कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि यह कहां से यह आर्टिकल है जो इसके समान और इसी तरह के हैं तो मूल विचार क्या है आप गणितीय विवरण पर नहीं जा रहे हैं जिसे हम अगले सप्ताह में कवर करेंगे लेकिन हमें अंतर्ज्ञान को देखने दें तो यह एक महत्वपूर्ण विचार है इसलिए टॉपिक मॉडल कुछ प्रकार के जेनेरेटिव मॉडल है और यह सिर्फ एक मॉडल के रूप में जो इस विचार को संग्रहित करता है कि विषय और विषय के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग अनुपात वाले हैं तो यह क्या कहता है इसलिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वे विषय के मिश्रण के अलावा कुछ भी नहीं हैं और एक विषय यह कुछ भी नहीं है लेकिन शब्दों पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम किन 3 थीम के बारे में बात कर रहे हैं हम एक संग्रह के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें d1 से dn तक के डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ संग्रह में कुछ डॉक्यूमेंट्स फिर आपके पास कुछ विषय हैं तो मान लीजिए कि कुछ t 1 से tk विषय हैं और डॉक्यूमेंट्स में अपने डॉक्यूमेंट्सों का उपयोग करें कुछ शब्द घटित होंगे और आप कहते हैं कि ये मेरी शब्दावली हैं ये कुछ w1 से wm मेरे शब्द हैं तो यहाँ 3 थीम्स कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स में कुछ शब्द हैं मान लें कि आपके पास अद्वितीय शब्द हैं जो आपकी शब्दावली को परिभाषित करते हैं और कुछ विषय हैं अब टॉपिक मॉडल क्या कहते हैं हाँ विषय कुछ भी नहीं हैं लेकिन शब्दों पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो t1 एक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ होगा तो यहाँ शब्द 1 की संभावना 001 शब्द 2 की संभावना 01 और इसी तरह की संभावना के साथ और इसी तरह इसी तरह tk फिर से एक प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन शब्द 1 होगा जो 005 की प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है शब्द 2 001 के साथ और इसी तरह एक विचार यह है कि शायद विषयों का कुछ हिस्सा होगा तो यह मेरा विषय है शब्दों पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा विषयों को परिभाषित किया जाता है अब मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं डॉक्यूमेंट्स फिर से विषयों पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रकार हैं तो हम कहते हैं कि डी 1 डी 1 क्या है डी 1 इन के विषयों पर डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हम कहेंगे कि विषय 1 505 की प्रोबेबिलिटी के साथ होता है विषय 2 का संभाव्यता 03 विषय 3 के साथ 05 और इसी तरह और भी इसलिए हम कहेंगे कि विषय 3 और विषय 2 इस डॉक्यूमेंट्स में अधिक अशांत हैं और अन्य विषयों को नहीं और इसी तरह हम सभी डॉक्यूमेंट्स को किसी प्रकार के विषयों के मिश्रण में बदल सकते हैं और यह टॉपिक मॉडल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो मेरे विषय क्या हैं शब्दों पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं फिर से मिश्रण घटकों या विषयों या आप विषयों पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भरपाई कर सकते हैं तो यह सब 1 तक जोड़ता है यह सब सभी विषयों के लिए 1 तक जोड़ देगा सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए तो इसका क्या मतलब है इसलिए आपके पास जेनेटिक्स जैसा विषय है याद रखें कोई लेबलिंग नहीं है लेकिन जब आप उन शब्दों को देखते हैं तो हम देख सकते हैं तो यह प्रोबेबिलिटी वर्ड जेनेटिक्स है इसलिए यदि हमारे पास जेनेटिक्स के बारे में कोई विषय है तो उच्च प्रोबेबिलिटी वाले जेनेटिक्स के बारे में शब्द होंगे और यदि हमारे पास एवोलुशनरी बायोलॉजी का विषय है तो इसमें उच्च प्रोबेबिलिटी वाले एवोलुशनरी बायोलॉजिकल के बारे में एक विषय होगा तो यह इस संबंध में 2 अलग अलग थीम बना रहा है और मॉडल एक जेनेरेटिव मॉडल है और जैसा कि हम जेनेरेटिव मॉडल को समझते हैं तो यह काम करेगा जैसे हम पहले विषयों को उत्पन्न करेंगे हां हम पहले विषयों को परिभाषित करते हैं फिर जब हमारे पास विषय होंगे तो आप अब डॉक्यूमेंट्स का निर्माण शुरू करेंगे आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में इन विषयों का कुछ अनुपात होगा और फिर हम डॉक्यूमेंट्स में शब्द लिखेंगे इसलिए विषय को पहले और फिर जेनेरेटिव मॉडल के अनुसार डॉक्यूमेंट्स में खोजें तो यह चित्र विषयों को स्पष्ट कर देगा इसलिए हम यहां कुछ अच्छे रंग देख रहे हैं तो बाईं ओर आप कुछ विषयों को देख रहे हैंसही यह वो है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं हम किसी भी विषय का एक सेट कर रहे हैं किसी भी विषय संग्रह में शब्दों पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए यहाँ इस विषय में 004 की प्रोबेबिलिटी के साथ जीन शब्द है 002 के साथ डी एन ए 001 के साथ जेनेटिक 002 के साथ लाइफ है यह एक अलग विषय ब्रेन न्यूरॉन नर्व राइट डेटा कंप्यूटर नंबर अलग अलग संभावनाएं हैं आप उनके विभिन्न थीम्स को देखें अब एक बार जब हमारे पास यह कॉर्पस विस्तृत थीम है इसलिए प्रत्येक विषय शब्दों पर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या आप समझते हैं कि अब एक डॉक्यूमेंट्स क्या है इसलिए आप यहां एक संग्रह देख रहे हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ठीक है और हमें एक डॉक्यूमेंट्स दिखाया जा रहा है इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स कॉर्पस विस्तृत विषयों का मिश्रण है तो ये हमारे कॉरपस विस्तृत विषय हैं अब हम इन विषयों का एक विशेष मिश्रण लेंगे तो मान लीजिए कि हमारा एक मिश्रण यहां है हम इस विषय को लाल पीले और नीले रंग में लेते हैं हम इन 3 विषयों को केवल बहुत कम अंश के साथ दूसरों को दूर ले जाएंगे और यह मेरे डॉक्यूमेंट्स के विषय डिस्ट्रीब्यूशन को परिभाषित करता है इसलिए मैंने अब कहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ अनुपातों के साथ ये विषय हैं अब मैं डॉक्यूमेंट्स में शब्दों को कैसे उत्पन्न करूं यह महत्वपूर्ण है कि मुझे शब्द उत्पन्न करने की आवश्यकता है तो ये शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं जो फिर से दिलचस्प हैं तो आपके पास यह है कि आप इसे एक मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में सोचते हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन से आप एक विषय का सैंपल लेते हैं मान लीजिए पहला सैंपल यह गुलाबी है जो गुलाबी विषय है यह जीव के विकास के बारे में है और इन नमूनों पर विषय है अब उसी विषय से आपको एक शब्द उत्पन्न करना होगा आप इस विषय पर फिर से एक शब्द कैसे उत्पन्न करते हैं कि शब्दों पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसे यहाँ से एक शब्द के नमूने के खिलाफ मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में सोचें और वह वही है जो आप डॉक्यूमेंट्स में उत्पन्न करेंगे और हम डॉक्यूमेंट्स में सभी शब्द उत्पन्न करने के लिए चलते रहेंगे तो आप अगला शब्द कहेंगे हम फिर से एक विषय का सैंपल लेंगे हमें जीन डीएनए जेनेटिक्स के बारे में यह पीला विषय मिलेगा हम इस विषय का उपयोग एक मल्टीनोमिअल डिस्ट्रीब्यूशन से एक शब्द उत्पन्न करने के लिए करते हैं और वही आप दोहराते रहते हैं यह इस डॉक्यूमेंट्स के लिए है फिर अगले डॉक्यूमेंट्स के लिए हम विषयों के मिश्रण का चयन करेंगे और फिर एक बार हमारे पास मिश्रण होगा तो हम फिर से उन शब्दों का चयन करते रहेंगे जो डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यह एक सांख्यिकीय मॉडल है जिसे हमने इसे एक जनरेटिव मॉडल भी कहा है तो यह क्या दर्शाता है तो यह 2 महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है संग्रह के सभी डॉक्यूमेंट्स सही विषयों के एक ही सेट को साझा करते हैं हमारे पास उन विषयों का एक अंडरलाइंग सेट है जो सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही सेट साझा कर रहे हैं हालांकि अनुपात अलग हैं इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स उन विषयों को अलग अलग अनुपात में प्रदर्शित करता है यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है और फिर दूसरा तथ्य क्या है प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक शब्द उन विषयों में से एक से खींचा गया है जहाँ चयनित विषय को विषयों पर प्रति डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन से चुना जाता है तो क्या यह स्पष्ट है इसलिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे पास विषयों का एक संग्रह है हमारे पास विषयों के बारे में एक डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हम कहते हैं कि यह विषय संभवत 020501 और इतने पर है अब डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक शब्द इस डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है आप पहले किसी विषय का सैंपल लेते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार आप एक शब्द का सैंपल लेते हैं यह हम जेनरेटिव मॉडल में अधिक विस्तार से कवर करेंगे लेकिन यह वह अंतर्ज्ञान है जो हमने चित्र से भी दिखाया था देखिए एलडीए के बारे में 2 महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए अगर हम साइंस मैगज़ीन के उदाहरण आर्टिकल के बारे में सोचते हैं जो हम देख रहे थे इसलिए विषयों पर डिस्ट्रीब्यूशन जेनेटिक्स डेटा एनालिटिक्स और एवॉल्शनरी बायोलॉजी पर एक प्रोबेबिलिटी होगा और प्रत्येक शब्द इनमें से किसी एक विषय से लिया जाएगा तो क्या होगा जब आप प्रभावित कर रहे हैं तो आप कहेंगे इस डॉक्यूमेंट्स में ये 3 विषय हैं और हम एक शब्द कैसे उत्पन्न करते हैं आप यहाँ से एक विषय का सैंपल लेंगे और विषय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक शब्द का सैंपल लें और शब्दों को जेनेरेट करते रहें तो यह जेनेटिक मॉडल है लेकिन क्या आप भी देखते हैं कि जब हमारे पास एक वास्तविक कॉर्पस होता है तो हम एलडीए को लागू करते हैं और एक प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं तो वही दिखाया जा रहा है तो वैज्ञानिक पत्रों के इस संग्रह के लिए तो उचित मॉडल में सौ विषयों के साथ प्रशिक्षित किया गया था और यही आप देखते हैं तो ये एक सौ विषय हैं और इस विशेष डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ विषयों में उच्च प्रोबेबिलिटी है तो इस विषय में लगभग 04 015 012 और अगले 05 होने की प्रोबेबिलिटी है इसलिए यदि आप इस विशेष डॉक्यूमेंट्स में शीर्ष 4 विषयों को देखते हैं और इन विषयों में सबसे संभावित शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं तो वही है जो आप देखते हैं तो इस विषय में मानव जीनोम डीएनए जेनेटिक्स इत्यादि है उन विषयों के बारे में जो हम पहले दिखा रहे थे और आप देखते हैं कि यह किसी भी मैनुअल लेबलिंग के बिना प्राप्त किया गया था तो आपको पता चलता है कि इस डॉक्यूमेंट्स में ये 4 अलग अलग थीम महत्वपूर्ण थीम्स हैं और यह आप बाद में मैन्युअल रूप से कुछ लेबलिंग भी कर सकते हैं यह एलडीए द्वारा नहीं किया गया है लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को प्राप्त करने के लिए एलडीए आपकी मदद कर सकता है यह एक बहुत ही असभ्य तरीका है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि ओवरआल थीम्स क्या हैं और डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण थीम्स क्या हैं इसलिए हमने इस बारे में बात की कि LDA का जेनेरिक मॉडल क्या है लेकिन LDA की मुख्य समस्या क्या है इसलिए हम कह रहे हैं कि हम पहले टॉपिक को जेनेरेट करेंगे और फिर हम प्रत्येक शब्द के लिए प्रत्येक टॉपिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपलिंग के साथ दस्तावेजों को जेनेरेट करेंगे हम एक टॉपिक लेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन I है अब हम एक शब्द लेंगे और ऐसे ही लेकिन यह ऐसा नहीं है की हम कैसे सही डाक्यूमेंट्स लिखते हैं तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे तो इसका उपयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए कि हम कुछ डेटा देख मैं जो हमारे पास जेनेरिक मॉडल है और अब हम अपनी टिप्पणियों का उपयोग करके इस जेनेरिक मॉडल के मापदंडों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मापदंडों को लगने वाले अवलोकन की प्रोबेबिलिटी को अधिकतम करेगा तो यह एलडीए की इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने जैसा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम डॉक्यूमेंट्सों को एक संग्रह में और यदि डॉक्यूमेंट्स को जानते हैं लेकिन हम विषय संरचना नहीं करते इसलिए हमें नहीं पता कि हमारे विषय क्या हैं इसलिए प्रत्येक विषय के भीतर शब्दों का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो हमें प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं पता है कि विषयों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और हमें एक डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक शब्द के लिए भी नहीं पता है कि विषय असाइनमेंट क्या होगा हमें इसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं है तो यह सब हमारी छिपी हुई संरचना है इसलिए केंद्र समस्या है कि इस प्रोसेस में एलडीए को रिवर्स करना है और ओब्ज़र्व्ड डाक्यूमेंट्स के छिपी हुई संरचना का पता लगाने के लिए उसे इस्तेमाल करना है तो क्या छिपी हुई संरचना है जिसे आप केवल ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स को देखकर अनुमान लगा सकते हैं और इसे आनुवंशिक प्रक्रिया को रिवर्स करने के कुछ प्रकार के रूप में भी कहा जा सकता है और यह एलडीए की एक केंद्रीय समस्या है तो यह प्रारंभिक परिचय व्याख्यान आपको अंतर्ज्ञान देने के बारे में था लेकिन अब जब आपके पास एलडीए क्या टॉपिक मॉडल है इसके बारे में कुछ अंतर्ज्ञान है तो हम अगले बार के विवरण में जानेगे कि एलडीए का गणितीय मॉडल क्या है और आप जनरेटिव प्रक्रिया को रिवर्स करने की इस समस्या को कैसे हल करते हैं ताकि अगले व्याख्यान में अधिक विस्तार से रिकवर किया जा सके